ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिज़ाइन में आम तौर पर कुछ चरणों का समावेश होता है इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ दें पहली बात हमें सिस्टम के प्रयोज्य हिस्से में लाना चाहते हैं इसलिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि प्रणाली का संदर्भ क्या है इसलिए प्रणाली का संदर्भ यदि हम अवकाश प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात करते हैं तो हम इस बात को समझना चाहेंगे कि संगठन का आकार क्या है कर्मचारियों की संख्या की संख्या क्या है क्या शाखाएं हैं विशिष्ट प्रकार की छुट्टी की मात्रा क्या है जिसका आनंद लिया जा सके आदि आगे और अब उस संदर्भ को आवश्यकताओं में नहीं दिया गया है यह पूरी बात की पृष्ठभूमि है और आप पूछेंगे आप आश्चर्य करेंगे कि मुझे इस संदर्भ को जानने की आवश्यकता क्यों है इस संदर्भ को परिभाषित करना महत्वपूर्ण क्यों है यह संदर्भ उस डिज़ाइन को प्रभावित करता है जो मैं करता हूं उदाहरण के लिए मैं आपको सिर्फ एलएमएस कर रहे हैं जो काम शुरुआती दौर में है जो एक कमरे से काम शुरू कर रही है और उसके लगभग 10 से 20 कर्मचारी हैं तो निश्चित रूप से मैं क्या मान सकता हूं मैं मान सकता हूं कि एक एकल डेस्कटॉप दिखाती है जैसे कि आप ने अनुरोध किया है या आपने अनुमोदित किया है और आपका काम बस इसके साथ खत्म हो जाता हैं लेकिन इसके विपरीत अगर मेरे पास एक संगठन है जिसमें लगभग 100 कर्मचारी हैं लेकिन सभी एक ही भौतिक नेटवर्क के भीतर रहते हैं जो शायद 5 6 अलग अलग कमरों में रहते हैं मुझे एक सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में सोचने की आवश्यकता होगी जो अधिक वितरित है निश्चित रूप से मैं यह नहीं मान सकता कि कोई एक प्रणाली है जहां हर कोई आता है और इसे अवकाश संचालन मान लेगा इसे कई स्थानों से संचालित किया जा सकता है और इसे कहीं से भी लागू करना संभव होना चाहिए और इसे कंपनी संगठन के भीतर कहीं से भी अनुमोदित किया जा सकता है एक अन्य उद्यम के बारे में सोचें जो विभिन्न स्थानों पर हो सकता है विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में हो सकता है जब हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से एक सिस्टम प्रौद्योगिकी आधारित समाधान को देखने की कोशिश करेंगे जो पूरी तरह से शिथिल हो जिस क्षण हम ऐसा करते हैं यह शांत होता है क्योंकि यदि संगठन का कार्यालय कोलकाता में मुंबई में अहमदाबाद और टोक्यो की सुरक्षा के संदर्भ में आवश्यकताओं के दस्तावेज में निर्दिष्ट नहीं थे क्या होगा अगर यह माध्यम से तोड़ा जाएगा हमें कई अन्य तरीकों से संगठन का संदर्भ लेना होगा उदाहरण के लिए क्या उस संगठन के लोग बहुत बार यात्रा करते हैं क्या इसकी आवश्यकता है कि मोबाइल फोन पर भी इसका अवलोकन होना चाहिए अब आखिरकार हम छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं अब हम कहेंगे कि अब जब निश्चित रूप से जब संगठन आपको विनिर्देश देता है तो प्रत्येक संगठन प्रत्येक ग्राहक सोचता है कि वे पूरी दुनिया हैं वे ब्रह्मांड हैं इसलिए वे सोचेंगे कि उनकी स्थिति उनका संदर्भ उनका कार्यालय उनका कर्मचारी उनका संगठन उनका ढांचा ही दुनिया में होने वाला एकमात्र ही है इसलिए जब अवकाश प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यकताएं दी जाती हैं तो निश्चित रूप से ग्राहक इस सभी संदर्भ को निर्दिष्ट करने के लिए परेशान नहीं होता है क्योंकि ग्राहक के लिए दुनिया में केवल एक ही संदर्भ है और वह है उनका संगठन आपके लिए विक्रेता सॉफ्टवेयर डेवलपर को कोई ज़रूरत नहीं है बस कुछ स्वतंत्र मॉड्यूल जो एक एकल निष्पादन योग्य में एक साथ जुड़े हुए हैं यदि यह एक संगठन के लिए है जिसमें 10 20 कर्मचारि है और जिन्हें एक कमरे में रखा जाता है विभिन्न कमरों के कुछ 100 कर्मचारि होंगे आदि तो आपको एक वितरक की आवश्यकता होगी और अधिक वितरित आर्किटेक्चर का नेतृत्व करता है कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आप यह तय करेंगे कि क्या होगा ये सभी छुट्टी और कर्मचारी के रिकॉर्ड कैसे संग्रहीत किए जाएंगे क्या आपके पास डेटा की संरचना है उन ऑब्जेक्ट के संदर्भ में वापस जाएंगे क्योंकि आर्किटेक्चर प्रणाली कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी कर्मचारी जानकारी और उन कर्मचारियों की जानकारी जानना आवश्यक है मैं अवकाश के लिए विशिष्ट नहीं हूं उदाहरण के लिए आपको कर्मचारी के जन्म की तारीख नोट करने की आवश्यकता है अब निश्चित रूप से यह समझना काफी तर्कसंगत है कि यदि कोई संगठन छुट्टी प्रबंधन प्रणाली के लिए पूछ रहा है तो निश्चित रूप से उस संगठन के पास अपने नियोजन प्रबंधन से संबंधित 5 अन्य प्रणालियां हैं जो उनके वेतन वेतन प्रबंधन के संदर्भ में कार्य प्रबंधन के संदर्भ में आदि हो सकती हैं तो कर्मचारी से संबंधित डेटा के रूप में संदर्भित करेंगे आपके सिस्टम के साथ बातचीत कर सकते हैं और अपनी संबंधित जानकारी निकाल सकते हैं और यह पूरी कवायद है जिसे इस चरण को प्राप्त करना है विशेष रूप से ऑब्जेक्ट डिजाइन को करना है आदि किस चरण में आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीकंपोजीशन पर निर्णय लेते हैं कैसे आप सब कुछ संभालते हैं ये सिर्फ हैं मैं समझ सकता हूं कि आप में से बहुत से लोग वास्तव में इन गतिविधियों का क्या मतलब है इस का पालन करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ इस बात की एक झलक देना चाहता था कि इसमें कौन से अलग अलग कार्य शामिल हो सकते हैं और ये वे कार्य हैं जिन्हें हम बाद में ऑब्जेक्ट मॉडल अवधारणाओं धारणाओं को आवश्यकताओं से बाहर निकाल रहा है जो कमजोर असंगत और विरोधाभासी हैं और इसका विश्लेषण हमें उन सभी ऑब्जेक्ट का निर्माण करेंगे तो हमें वास्तव में सही कोड की आवश्यकता होगी इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या पता चला है क्या आवश्यकताएं हैं भाषा का चुनाव उस पर गंभीर रूप से निर्भर होगा बस आपको एक सरल उदाहरण देना है कि यदि मैं यह अंदाज़ लगा लेता हूं कि मेरी एप्लीकेशन है लेकिन साथ ही मैं उनके बहुत कठिन वास्तविक समय की बाधाओं का विश्लेषण करूंगा जो मिलीसेकंड जैसी भाषाओं की तुलना में बेहद धीमी है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करना अच्छा है इसके बहुत सारे फायदे है लेकिन यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में कई प्रोग्रामर्स ने सबसे सख्त ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का उपयोग न करके निश्चित रूप से आप करेंगे मेरा मतलब है कि आपको आश्चर्य होगा और हमसे पूछें कि किसी को ऐसा क्यों करना चाहिए उदाहरण के लिए ऐसा करने के कई कारण हैं C बहुत हद तक सी पर नहीं चल सकता है इसलिए लेकिन उन पर एक अच्छा सी कंपाइलर हमारे विचारों के संदर्भ में हमारी पहचान के संदर्भ में हमारे विश्लेषण और डिजाइन के संदर्भ में अधिक है तब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एनकैप्सुलेट करते हैं हमने पहले ही देखा है यहाँ चित्र क्लाइंट सर्वर मॉडल का समर्थन करती है आमतौर पर इतिहास की खोज करेगी बल्कि हम अनिवार्य रूप से इतिहास मैं ऑब्जेक्ट है इसलिए उनके वैल्यू में होनी चाहिए दूसरी ऑब्जेक्ट आदि

उनके बीच बहुत समानताएं हैं कि उनके गुण क्या हैं और इससे बनता है जिसको हम क्लास हमें सभी अलग अलग गुण देगा जो यह समर्थन कर सकता है यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं ये इसके गुण हैं जिन विशेषताओं की हमने बात की है वह दूर है यह गर्म रक्त का है यह अपनी तरह के युवा पैदा कर सकता है यह 4 पैरों आदि पर चल सकता है एक स्तनधारी है ये अलग अलग सेवाएँ हैं ये अलग अलग विधियाँ हैं जो इस प्रकार की क्लास है एक पदानुक्रम है जो यह दर्शाता है कि यह शेर की तरह शिकारी है जिसे विरासत में स्तनपायी के सभी गुण मिले है शेर खाएगा शेर सोएगा एक शेर प्रजनन कर सकता है लेकिन यह कुछ और है इसके पास कुछ और है यह शिकार कर सकता है यह मार सकता है इसलिए यह वही है जो अवधारणाओं को परस्पर संबंधित पदानुक्रम व्यक्त कर रहा है जहां इन्हेरिटेंस को समर्थन करना चाहिए उदाहरण के लिए यदि आप इस दूसरी तरफ देखते हैं तो फिर से गुण यहाँ आते हैं यहाँ हम पालतू कुत्तों की एक और अवधारणा के बारे में बात कर रहे हैं जो सब कुछ इन्हेरिट की एक अंतर्निहित आवश्यकता है

अब कुछ प्रोग्रामिंग भाषा कुछ प्रोग्रामिंग सिस्टम हैं और यह वह है जो आप उपयोग करेंगे इसलिए इन तीनों में से अब हमने देखा है कि हम आवश्यकताओं के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की सटीक सामग्री और कई अन्य गैर कार्यात्मक मापदंडों जैसे प्रदर्शन और लागत को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट और आवश्यक है फिर अंत में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जैसी कुछ भाषा का उपयोग करेंगे इस विशेष पाठ्यक्रम के दौरान हमने वास्तव में इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पढ़ें ताकि आप कुछ प्रोग्रामिंग का अभ्यास कर सकें जब हम वास्तव में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम की नींव में योगदान दिया है विशेष रूप से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में उनकी पहचान और उपयोग के बारे में जानेंगे